नमस्कार और इंटेल एसजीएक्स पर एनपीटीईएल श्रृंखला का सिर्फ एक हिस्सा सुरक्षित सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए व्याख्यान के दूसरे भाग में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में हमने इंटेल एसजीएक्स को भी देखा था हमने देखा है कि प्रोसेसर में इस विशेष सुविधा के साथ क्या सक्षम था हमने देखा कि प्रोसेसर वास्तव में मेमोरी को कैसे प्रबंधित करता है कैसे यह वास्तव में एन्क्लेव के लिए मेमोरी क्षेत्र आवंटित करता है कैसे चीजें वास्तव में एन्क्लेव में संग्रहीत की गईं और इसी तरह वीडियो व्याख्यान के इस भाग में हम एक सॉफ्टवेयर परिप्रेक्ष्य से इंटेल एसजीएक्स को देखेंगे हम इस बात पर ध्यान देंगे कि अनुप्रयोग इंटेल SGX सुविधा का उपयोग कैसे करेंगे और हम एन्क्लेव बनाते हैं इन सुविधाओं का समर्थन करने के लिए कौन से निर्देश उपलब्ध हैं इसलिए हम जो वास्तव में बात कर रहे हैं वह इस विशेष पेपर पृथक निर्देश के लिए अभिनव निर्देश और सॉफ्टवेयर मॉडल में मौजूद है यह एचएसपी HASP 2013 में प्रकाशित किया गया था इसके अलावा इस वीडियो में मौजूद कुछ आंकड़े वास्तव में इंटेल से उधार लिए गए हैं एक प्रणाली है जो SGX समर्थित है पर एक विशिष्ट अनुप्रयोग विकास की आवश्यकता होगी कि आप वास्तव में दो भागों में आवेदन को विभाजित करें एक विश्वसनीय भाग है जिसे आप एन्क्लेव का हिस्सा बनाना चाहते हैं और यह भी अविश्वासित हिस्सा है जहाँ आवेदन का शेष भाग मौजूद है तो विश्वसनीय भाग क्रिप्टोग्राफी जैसे पहलू होंगे चाहे एक क्षेत्र जहां पासवर्ड संग्रहीत किए जाते हैं एक क्षेत्र जहां एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन किया जाता है गुप्त कुंजी संग्रहीत होती हैं और इसी तरह शेष भाग नियमित अनुप्रयोग की तरह हो सकता है जैसे ग्राफिकल उपयोगकर्ता अन्य इंटरफेस और इतने पर इंटरफेस अब ध्यान दें कि ट्रस्टजोन के विपरीत हमने पहले देखे गए विश्वसनीय एप्लिकेशन और अविश्वसनीय एप्लिकेशन दोनों को एक ही एड्रेस स्पेस में प्रस्तुत किया है वास्तव में उस विशेष एप्लिकेशन के भीतर एक निश्चित क्षेत्र के लिए भरोसेमंद भाग को मैप किया जाता है इसलिए जब आम तौर पर यह उस एप्लिकेशन का अविश्वासित हिस्सा होगा जो एप्लिकेशन को निष्पादित कर रहा है तब तक निष्पादित करना जारी रखेगा जब तक कि विश्वसनीय ऐप पर जाने के लिए कॉल की आवश्यकता न हो तो यह अनिवार्य रूप से एन्क्लेव के लिए एक कॉल है इसलिए वास्तव में एक एप्लिकेशन में एसजीएक्स को शामिल करने के लिए एप्लिकेशन को पहले एक एन्क्लेव बनाने की आवश्यकता होगी ताकि एप्लिकेशन आम तौर पर एक अविश्वसनीय मोड में चलेगा कभी कभी जब एप्लिकेशन की तुलना एन्क्लेव को एक विश्वसनीय फ़ंक्शन को कॉल करना होगा फिर नॉन एन्क्लेव मोड से एन्क्लेव मोड में स्विच किया जाता है फिर चरण 3 होता है जहां एन्क्लेव फ़ंक्शन सुरक्षा संबंधित संवेदनशील डेटा को निष्पादित और संसाधित करता है और अंत में मोड को एन्क्लेव मोड से वापस अविश्वसनीय और एन्क्लेव मोड में स्विच किया जाता है और एप्लिकेशन निष्पादित करना जारी रखता है इसलिए ये विभिन्न चरण शामिल हैं जब अनुप्रयोगों को SGX सक्षम के साथ विकसित किया जाता है और अनुप्रयोगों में एन्क्लेव होते हैं वास्तव में अनुप्रयोग विकास के इस रूप का समर्थन करने के लिए इंटेल के पास कुछ निर्देश हैं इसलिए इन निर्देशों को इंटेल प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट पर जोड़ा गया है ताकि विश्वसनीय फ़ंक्शंस को प्रयोग के लिए इतने पर एन्क्लेव बनाया जा सके इसलिए हम पहले देखेंगे कि ये विशेष कार्य क्या हैं इसलिए सबसे पहले SGX के लिए इन विशेष एक्सटेंशनों को 2 फॉर्म में विभाजित किया जाता है जिसमें आपके पास निर्देशों का उपयोक्ता सेट और उपयोगकर्ता स्तर के निर्देश हैं तो विशेषाधिकार प्राप्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से एक सुपर उपयोगकर्ता के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए जहां आपके पास पृष्ठ बनाने के लिए निर्देश हैं पृष्ठों को जोड़ने के लिए पृष्ठों का विस्तार करें एन्क्लेव निकालें और एक एन्क्लेव और इसी तरह बनाएं इसके अलावा पेजिंग से संबंधित जैसे कि eviction पेजिंग पेज लोड करना वगैरह विशेषाधिकार प्राप्त निर्देशों के एक भाग के रूप में करेंगे दूसरी ओर उपयोगकर्ता स्तर निर्देश ज्यादातर उनमें से केवल 2 या 3 में से एक निर्देश आपको एन्क्लेव में प्रवेश करने की अनुमति देगा और अन्य एक आपको एन्क्लेव छोड़ने की अनुमति देगा और तीसरे को पता चल जाएगा जो एक एप्लिकेशन उपयोगकर्ता मोड एक बाधा या अपवाद के बाद फिर से शुरू करने के लिए अनुमति देगा तो आइए इस विभिन्न निर्देशों के अवलोकन पर ध्यान दें वास्तव में पहला ऐसा एन्क्लेव है जो ECREATE इंस्ट्रक्शन है और जैसा कि हम यहां देखते हैं कि यह एक विशेषाधिकार प्राप्त निर्देश है इसलिए जब भी कोई एप्लिकेशन एक एन्क्लेव बनाना चाहता है जिसे कॉल करने के लिए सिस्टम कॉल के भीतर एक सिस्टम कॉल करना होगा जिसमें एक ECREATE इंस्ट्रक्शन होगा जो एन्क्लेव निर्माण शुरू करेगा इसलिए जब ECREATE का आह्वान किया जाता है तो प्रोसेसर PRM प्रोसेसर से संबंधित मेमोरी में SECS संरचना और इस SECS संरचना का निर्माण करेगा जैसा कि हम जानते हैं कि एन्क्लेव के बारे में वैश्विक जानकारी होगी अब SGX के बारे में अनोखी बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम चुन सकता है और प्रबंधित कर सकता है कि पूरे वर्चुअल स्पेस में एन्क्लेव कहाँ मौजूद होना चाहिए उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष वर्चुअल एड्रेस पेज चुन सकता है और हार्डवेयर को निर्दिष्ट कर सकता है कि एन्क्लेव को इस विशेष पेज में बनाया जाना चाहिए अब इस बारे में अनोखी बात यह है कि हार्डवेयर सुरक्षा तंत्रों के कारण यह केवल उस पृष्ठ या पते का चयन कर रहा है जहाँ एन्क्लेव मौजूद है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है कि क्या यह उस विशेष पृष्ठ सामग्री को पढ़ने या लिखने में सक्षम नहीं होगा लेकिन केवल उस पृष्ठ का प्रबंधन करते हैं साथ ही पेज बनाते समय ऑपरेटिंग सिस्टम को अन्य पहलुओं जैसे ऑपरेटिंग मोड को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होगी चाहे वह 32 बिट हो या 64 बिट्स इसमें उन प्रोसेसर विशेषताओं को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है जो समर्थित हैं और यह भी कि जहां डिबग की अनुमति है या उस विशेष एन्क्लेव के भीतर नहीं है इसलिए निर्माण के बाद अगला कदम एक ईएडीडी निर्देश है तो EADD भी एक विशेषाधिकार प्राप्त निर्देश है और इसलिए यह केवल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जा सकता है इसलिए जब ईएडीडी को लागू करने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष ईसीएस ECS पृष्ठ का चयन करने में सक्षम होता है जहां एन्क्लेव कोड या डेटा का उपयोग किया जाता है इसलिए आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम इस विशेष पेज को प्रबंधित करने में सक्षम होगा लेकिन वास्तव में उस पृष्ठ की सामग्री लिखने या पढ़ने में सक्षम नहीं होगा इसलिए EADD 2 चीजें करेगा पहले ईपीसीएम EPCM को इनिशियलाइज़ करेगा जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा है प्रत्येक ईसीएस पृष्ठ में एक समान ईपीसीएम प्रविष्टि होती है जो ईसीएस पृष्ठ का नक्शा होता है जिसमें अनिवार्य रूप से विशेषाधिकारों और उस विशेष ईसीएस पृष्ठ के लिए अभिगम नियंत्रण होता है इसलिए उदाहरण के लिए जैसा कि हमने देखा है कि रीड राइट एग्जीक्यूटिव की अनुमति है जिस पते पर रैखिक पता चलेगा उस विशेष पेज और पेज के प्रकार के बारे में भी उसे कुछ जानकारी होती है जैसे कि वह टीसीएस या आरईजी है या नहीं फिर यह किया जाता है कि प्रोसेसर में लागू ईएडीडी पूरा हो गया है और फिर ईपीसीएम जानकारी को एक क्रिप्टोकरंसी में दर्ज करेगा जो एसईसीएस में संग्रहीत है तो ध्यान दें कि SECS ECREATE निर्देश के दौरान बनाया गया था जो शुरू में किया गया था और EADD प्रति ECS के दौरान कुछ लॉग होगा जो ECS में जोड़ा या जोड़ा जाता है फिर ECS भरा जाता है और वह 4 किलो बाइट डेटा होता है जिसे हार्ड डिस्क से कॉपी किया जाता है जो कि बाइनरी से लेकर ECS पेज यानी DRAM तक होता है इसलिए ध्यान दें कि ये सभी डेटा एन्क्रिप्टेड हैं क्योंकि यह डेटा इस हार्ड डिस्क में मौजूद है और साथ ही DRAM प्रोसेसर के बाहर मौजूद है और जैसा कि हमने प्रोसेसर के बाहर किसी भी जानकारी से पहले देखा है जो कि प्रोसेसर के बाहर मौजूद कोई भी एन्क्लेव डेटा या कोड हमेशा एक एन्क्रिप्टेड अवस्था में होता है यह गोपनीयता सुनिश्चित करता है और अखंडता का निर्माण करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए एन्क्लेव में मौजूद सभी पृष्ठों को जोड़ दिया गया था जो कि EADD निर्देश का उपयोग कर रहा है उदाहरण के लिए यदि 20 अलग अलग पृष्ठ हैं तो EADD को 20 अलग अलग समयों में लागू किया जाएगा तब एक सिस्टम को फिर से देखना होगा EEXTEND को कॉल करें ताकि EEXTEND अनिवार्य रूप से एक ईपीसी पृष्ठ में 256 बाइट क्षेत्र को मापेगा इसलिए यह क्षेत्र डेवलपर द्वारा निर्दिष्ट किया गया है माप में वास्तव में 64 बिट पता और 256 बाइट जानकारी एसईसीएस में मौजूद है चूंकि हम वास्तव में एक समय में 256 बाइट्स माप रहे हैं इसलिए हमारे पास पूरे पृष्ठ को मापने के लिए आवश्यक EEXTEND के 16 चालान हैं तो एन्क्लेव का निर्माण वास्तव में एन्क्लेव के मालिक के साथ मेल खाने का परिणाम होगा इसलिए यह वह जगह है जहां हम वास्तव में कुछ अखंडता प्राप्त करेंगे क्योंकि जब एक एन्क्लेव एक एप्लिकेशन डेवलपर द्वारा बनाया जाता है तो एप्लिकेशन डेवलपर वास्तव में निर्दिष्ट कर सकता है कि विभिन्न ईपीसी में कौन से क्षेत्र हैं पृष्ठों को मापा जाना चाहिए इसके अलावा वह उन विशेष ईपीसी पृष्ठों के लिए एक विशेष हस्ताक्षर भी निर्दिष्ट कर सकता है इस प्रकार EEXTEND निर्देश द्वारा एक निश्चित बात यह है कि इन विभिन्न EPC पृष्ठों का निर्माण ठीक उसी तरह का है या जैसा कि आवेदन डेवलपर का इरादा है वैसा ही हस्ताक्षर है संदर्भ समय को देखें 1127 इसलिए अगले निर्देश के बाद अगला निर्देश EINIT प्राप्त करें इसलिए EINIT फिर से एक विशेषाधिकार निर्देश है और ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाना चाहिए इसलिए सभी पृष्ठों को जोड़ने के बाद इसे लागू किया जाता है और अनिवार्य रूप से यह सत्यापित कर सकता है कि हस्ताक्षर स्वामी के हस्ताक्षर से मेल खाते हैं इसलिए यदि EINIT सफल है तो यह एन्क्लेव में प्रवेश करने की अनुमति देता है इसलिए ईआईएनआईटी के बाद वह पहला कदम है जो यहां खत्म हो गया है इसलिए पहला कदम जैसा कि हमने यहां देखा है इसमें ECREATE EADD EEXTEND और EINIT शामिल हैं इसलिए इन 4 चरणों को सभी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सिस्टम कॉल इनवॉक कर के किया जाता है आवेदन और फिर आवेदन प्रणाली का इस एन्क्लेव को बनाने के लिए अनुरोध किया जाता है इसलिए इन 4 चरणों को पूरा करने के बाद एन्क्लेव का उपयोग करने के लिए तैयार है और फिर आवेदन वास्तव में एन्क्लेव में प्रवेश करने और छोड़ने के लिए विभिन्न अनुदेश EENTER और EEXIT का उपयोग कर सकता है संदर्भ समय को देखें १२३४ इसलिए हम EENTER के बारे में और अधिक विस्तार से देखते हैं जहाँ अविश्वासित कार्य एक विश्वसनीय कार्य कर सकते हैं जो एन्क्लेव में मौजूद है जब अनुप्रयोग का अविश्वासित भाग EENTER को आमंत्रित करता है तो कुछ चीजें हैं जिन्हें निर्दिष्ट किया जाना है इसलिए EENTER निर्देश को एन्क्लेव के उस स्थान को जानना होगा जहां स्थानांतरण किया जाना चाहिए इसे एसिंक्रोनस एग्जिट पॉइंटर के रूप में जाना जाने वाला कुछ भी परिभाषित करना चाहिए जिसे हम वास्तव में थोड़ा बाद में देखेंगे इसलिए हम अतुल्यकालिक निकास सूचक के बारे में अधिक विस्तार से देखते हैं और अनिवार्य रूप से यह एन्क्लेव मोड में व्यवधान प्रबंधन से संबंधित है संदर्भ समय को देखें 1314 इसलिए जब प्रोसेसर द्वारा EENTER निर्देश निष्पादित किया जाता है तो प्रोसेसर TCS बिट को TCS को एन्क्लेव में सेट कर देगा यह भी बताते हुए कि यह विशेष एन्क्लेव उपयोग नहीं किया गया है यह मोड को नॉन एंक्लेव मोड से एन्क्लेव मोड में बदल देगा फिर यह स्टैक पॉइंटर बेस पॉइंटर इत्यादि की स्थिति को बचाएगा और यह एईपी AEP के रूप में जाना जाने वाला कुछ भी बचाएगा इसलिए इन states को स्टैक और बेस पॉइंटर में संदर्भ बचत की तरह सहेजा जाता है और इसी तरह सहेजे जाते हैं ताकि एन्क्लेव से लौटने के बाद ऑपरेशन का सामान्य मोड जारी रह सके और अंत में एन्क्लेव के बाहर से एन्क्लेव के अंदर एक स्थानांतरण होता है और यदि सभी अनुमति की जांच की गई है तो सही है हार्डवेयर एन्क्लेव फ़ंक्शन को निष्पादित करने की अनुमति देगा इसलिए इन सभी चरणों को EENTER निर्देश के दौरान किया जाता है और जैसा कि आपने देखा है कि EENTER एक उपयोगकर्ता मोड निर्देश है और इसलिए उदाहरण के लिए एक एप्लिकेशन एन्क्रिप्शन करना चाहता है EENTER को एन्क्लेव मोड में एन्क्रिप्शन को ट्रिगर करने के लिए आमंत्रित करेगा संदर्भ समय का संदर्भ लें 1433 अब एन्क्रिप्शन एन्क्लेव मोड में पूरा होने के बाद एप्लिकेशन एनक्लेव मोड से नॉन एंक्लेव या ऑपरेशन के सामान्य मोड में वापस आ सकता है इस में निर्देश अनिवार्य रूप से EEXIT सिस्टम कॉल का उपयोग कर रहा है प्रोसेसर सुनिश्चित करें कि एन्क्लेव मोड ध्वज को साफ़ कर दिया गया है जो वास्तव में संकेत देगा कि यह सामान्य मोड में वापस जा रहा है और यह विभिन्न टीएलबी प्रविष्टियों को भी फ्लश करेगा जो टीसीएस को मुफ्त में चिह्नित करेगा और यह एन्क्लेव के अंदर से बाहर तक नियंत्रण स्थानांतरित करेगा अब आमतौर पर यह उम्मीद की जाती है कि जब भी कोई निर्देश है तो एन्क्लेव से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका इस एन्क्लेव इंस्ट्रक्शन है हालांकि इस विशेष मामले के अपवाद हैं अपवाद तब होता है जब एन्क्लेव मोड में होने पर व्यवधान होता है इसलिए उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि एन्क्लेव मोड विश्वसनीय फ़ंक्शन का कहना है कि एक एन्क्रिप्शन निष्पादित हो रहा है और इस विशेष अवधि के दौरान एक बाधा उत्पन्न होती है इस समय के दौरान प्रोसेसर को interrupt इंटरप्ट के लिए सेवा की आवश्यकता होगी अब यह चीजों को थोड़ा जटिल बना देता है क्योंकि व्यवधान अतुल्यकालिक घटनाएं हैं और इसलिए प्रोसेसर को एन्क्लेव की सुरक्षा से समझौता किए बिना इस व्यवधान की सेवा करने की आवश्यकता होगी तो ऐसा करने के लिए एक विशेष तकनीक है जिसे एईएक्स या एसिंक्रोनस एग्जिट के रूप में जाना जाता है जो एसजीएक्स द्वारा समर्थित है और यह सुविधा वास्तव में एक्सेप्शन इंटरप्ट होने की अनुमति देती है जब एन्क्लेव मोड में भी नियंत्रित किया जाता है इस अतुल्यकालिक निकास में महत्वपूर्ण कुछ एईपी के रूप में जाना जाता है जो कि एसिंक्रोनस एक्ज़िट पॉइंटर के लिए खड़ा है इसलिए ध्यान दें कि एसिंक्रोनस एग्जिट पॉइंटर वास्तव में EENTER निर्देश के दौरान स्थापित किया गया है तो यहाँ जो किया गया है वह यह है कि एन्क्लेव के बाहर कुछ मेमोरी लोकेशन वास्तव में निर्दिष्ट है और तथ्य यह है कि जब भी ऐसा होता है तो यह आमतौर पर एक फ़ंक्शन की ओर इशारा करता है जो कि जब भी इंटरप्ट से वापस आता है तो इनवॉक हो जाता है

इसलिए यह इस बात से विचलित होता है कि आम तौर पर व्यवधानों का प्रबंधन कैसे किया जाता है जैसा कि हम पहले के व्याख्यान से जानते हैं कि जब भी कोई व्यवधान इसे पूरा करता है तो यह आईआरईटी अनुदेश द्वारा किया जाता है और आईआरईटी निर्देश अनिवार्य रूप से पिछले संदर्भ और कार्यक्रम को लागू करता है जो व्यवधान से पहले निष्पादित होता था लेकिन निष्पादित करना जारी रखें है जब भी IRET निर्देश मिलता है तो SGX चीजें थोड़ी अलग होती हैं जो कि एईपी द्वारा बताए गए फ़ंक्शन को सीधे एनक्लेव में जाने के बजाय निष्पादित किया जाता है तो यह फ़ंक्शन तब ERESUME इंस्ट्रक्शन और ERESUME इंस्ट्रक्शन के रूप में जानी जाने वाली किसी चीज़ को आमंत्रित करेगा फिर प्रोसेसर को नॉन एन्क्लेव स्पेस से एन्क्लेव स्पेस में जाने के लिए मजबूर करेगा इसलिए ERESUME निर्देश अनिवार्य रूप से सभी रजिस्टरों और इतने पर बहाल करेगा संदर्भ स्लाइड समय 1802 इंटेल SGX द्वारा समर्थित एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू कुछ ऐसा है जिसे Attestation के रूप में जाना जाता है जहां यह प्रणाली वास्तव में किसी और के लिए नेटवर्क या किसी अन्य सर्वर पर साबित हो सकती है कि यह वास्तव में एक विशेष SGX है तो यह हस्ताक्षर के कारण संभव हो गया है जिसकी गणना एन्क्लेव के लिए की जा सकती है और यह भी कि एक एन्क्लेव में सभी जानकारी वास्तव में एन्क्रिप्टेड है तो 2 अटेस्टेशन तकनीकें हैं जो संभव है कि ज्ञात है कि एक है अंतर मशीन और दूसरी इंट्रा मशीन इसलिए इंट्रा मशीन अटेस्टेशन एक ऐसे परिदृश्य में जहां एक सिस्टम में कई एप्लिकेशन चल रहे होते हैं और एक विशिष्ट एन्क्लेव में एक एप्लिकेशन उसी सिस्टम में किसी अन्य एप्लिकेशन के लिए साबित हो सकता है कि उसमें यह विशेष एन्क्लेव है इसलिए यह हस्ताक्षरों द्वारा किया जाता है और इंटर मशीन अटेस्टेशन के बारे में दूसरी बात है जबकि हम आवेदन से पहले उल्लेख करते हैं कि वास्तव में इंटरनेट पर तीसरे पक्ष के लिए साबित हो सकता है कि इसमें एक विशिष्ट एन्क्लेव है यह आपके द्वारा प्रोत्साहित किए गए कई अनुप्रयोगों में इंटेल कवि को देखेगा जो कि बीते समय की तकनीक का एक प्रमाण है जो ब्लॉक चेन के लिए एक तकनीक छोड़ देता है जहां अटेस्टेशन की यह सुविधा काम में आती है और मशीन सिस्टम वास्तव में किसी अन्य सिस्टम पर साबित हो सकता है नेटवर्क कि यह एक निश्चित एन्क्लेव का मालिक है और उसने कुछ विशिष्ट कार्य किए हैं इसलिए इस अटेस्टेशन का बहुत कुछ एमआर एन्क्लेव नामक एक रजिस्टर के कारण संभव है इसलिए यह एमआर एन्क्लेव अनिवार्य रूप से एक आंतरिक लॉग के एसएचए 256 हैश का उपयोग करता है जो एन्क्लेव द्वारा की गई गतिविधि को मापता है तो लॉग में विभिन्न पहलू हैं जैसे कि इसमें कोड के हस्ताक्षर डेटा स्टैक और एन्क्लेव में ढेर हैं इसमें संलग्न सुरक्षा ध्वज और इतने पर पृष्ठों के सापेक्ष स्थान हैं इसलिए इस विशेष प्रक्रिया के बारे में अटेस्टेशन प्रक्रिया बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाएगी लेकिन आप वास्तव में इस पेपर का शीर्षक इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर सीपीयू आधारित अटेस्टेशन एंड सीलिंग देख सकते हैं और यह एचएएसपी 2015 में प्रकाशित हुआ था धन्यवाद